इसलिए आज हम जो करेंगे वह यह है कि हम एक और बहुत रोमांचक IoT प्रोटोकॉल से संबंधित कुछ प्रदर्शन करेंगे और मोटे तौर पर इस प्रोटोकॉल का नाम AMQP एडवांस्ड मेसेज़िंग क्यूइंग प्रोटोकॉल है यह फिर से एक ओपन स्टैण्डर्ड है और यह पॉइंट टू पॉइंट के साथ साथ सब्सक्राइब मॉडल रूटिंग और क्यूइंग पब्लिश करने का समर्थन करता है बिना किसी देरी के हम डेमोंस्ट्रेशन्स से शुरू करते हैं और फिर हम प्रोटोकॉल के संबंध में अन्य सभी संबंधित चीजों को देखते हैं मेरे पास अपने एक्सट्रीम राइट पर पब्लिशर है मेरे पास यहां क्या है जो एक ब्रोकर के रूप में जाना जाता है उस नाम को देखें जिसे रैबिट एमक्यू कहा जाता है और यह सब्सक्राइब है और एमक्यूटीटी के विपरीत जहां बसीकली एक टॉपिक होता है और एक ब्रोकर होता है जिसके लिए आप सब्जेक्ट को सब्सक्राइब या पब्लिश करते हैं उसकी तुलना में एएमक्यूपी थोड़ा अलग होता है बसीकली सभी प्रोडूसर्स को जो पब्लिश्ड होता है उसे एक्सचेंजों और एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है और राउटिंग क्यू में जो दिया जाता है उस पर निर्भर करता है कि एक्सचेंज इंटेलीजेंटली इसे अलग अलग क्यूज़ में देगा तो राउटिंग की एक एडिशनल थिंग है वास्तव में MQTT में राउटिंग की अपने आप में एक टॉपिक है सही और अगर किसी को इसकी सब्सक्राइब दी गई है तो यह सिर्फ वहाँ जा रहा है आप ऐसा नहीं करेंगे कि अब आप एक एक्सचेंज में पब्लिश करते हैं और इंटेलिजेंस एक्सचेंजexchange से है Q जो राउटिंग की पर निर्भर है इसलिए इसे बेहतर समझने के लिए हमें डेमोंस्ट्रेशन्स शुरू करने चाहिए हमारे यहाँ जो पहला डेमोंस्ट्रेशन्स है वह हमारे दो सहयोगियों Tejaswini and Abhirami वह डेमोंस्ट्रेशन्स शुरू करेंगे जो हम करेंगे क्या आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि क्यू टेस्ट नाम से एक क्यू है और इस बारे में चिंता न करें कि किस प्रकार का डायरेक्टली है यह एक प्रकार का एक्सचेंज है जहां प्रोडूसर सीधे क्यू राइट लिख सकता है इसलिए वह वास्तव में ऐसा कर रहा है अब वह मैसेज में टाइप करेगा जो कहता है कि पाइथन डिफॉल्ट डॉट पी वाई भेजता है जो कि आईओटी के लिए स्क्रिप्ट नाम का वेलकम है यही वह है जो प्रोडूसर ब्रोकर को पुश करने की कोशिश करता है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह काउंट वास्तव में एक से बढ़नी चाहिए जिसे आप देखते हैं कि यह एक से बढ़ गई है ऐसा क्यों नहीं है 0 यह एक है क्योंकि कंस्यूमर ऑफ़लाइन था कंस्यूमर इसे चुनना नहीं चाहता था क्योंकि कुछ कारण है वह ऑनलाइन नहीं है अब अगर वह ऑनलाइन आता है तो कंस्यूमर को यह मैसेज सही मिलना चाहिए तो हम ऐसा करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है आप देख सकते हैं कि IoT में आपका वेलकम है जो प्रोडूसर द्वारा वास्तव में यहां पब्लिश्ड किया गया था और क्यू टेस्ट 0 हो गया है इसलिए यह एक प्रकार का एक्सचेंज है अनिवार्य रूप से रूप से जो आपको डेटा को प्रोडूस करने की अनुमति देगा और कंस्यूमर्स के पास इस डेटा में होगा अब हमने इस नेटवर्क को कैसे सेट किया है यह इसके कनेक्टेड वायरलेस द्वारा स्थापित किया गया था और मूल रूप से आप इन लैपटॉप को बदल सकते हैं जो आपके पास मोबाइल फोन जैसे हैंडल डिवाइस और मूल रूप से हैं एएमक्यूपी बहुत छोटे डिवाइस पर भी चल रहा है ये 3 वायरलेस रूप से जुड़े हुए हैं एक एक्सेस प्वाइंट है जिसे यहां रखा गया है और यह एक्सेस प्वाइंट इन डिवाइस के बीच संबंध प्रदान कर रहा है रैबिट मेरा मतलब है कि कंस्यूमर्स के ब्रोकर और कंस्यूमर्स का एक ही मॉडल है जो कंस्यूमर्स के सीधे संपर्क में नहीं है और एमक्यूटीटी स्टॉप के समान ही एक महत्वपूर्ण चीज है तो हम आगे बढ़ते हैं और एक और डेमो सटल डिफरेंसेस देखते हैं लेकिन आपको इसे बहुत सावधानी से नोट करना होगा कि हमने प्रोडूसर के साथ पहले क्या किया था क्या एक स्क्रिप्ट पाइथन स्क्रिप्ट के रूप में जाना जाता है जहां हम अब प्रत्यक्ष प्रकार के एक्सचेंज पर इनवॉकिंग कर रहे थे हम क्या करने जा रहे हैं हम फैन आउट एक्सचेंजका उपयोग करने जा रहे हैं फैन आउट एक्सचेंज का अर्थ एक से कई है अब यहाँ बहुत से उपभोक्ता हैं हमने यहाँ 2 कंस्यूमर्स को सिर्फ यह दिखाने के लिए इन्वोक किया है कि जो वास्तव में बहुत से काम करता है और यह देखने के लिए कि स्क्रिप्ट में यह कैसे किया जाता है आइए हम और अधिक प्रयास करें तेजस्विनी स्क्रिप्ट खोलने की कोशिश करें हाँ आइए देखें कि स्क्रिप्ट कैसी दिखती है हाँ आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज का नाम लॉगस है और यहाँ दिखाई देता है आप लॉगस देख सकते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि यह एक प्रकार का एक्सचेंज है जो अनिवार्य रूप से इसका मतलब एक से कई है और यहां फैन आउट एक्सचेंज का टाइप है तो ये महत्वपूर्ण बात है इसलिए अगर वह एक मैसेज यहाँ टाइप करती है तो उसे कई में जाना चाहिए और हमें एक्सचेंज के लॉग्स नाम को वास्तव में बढ़ाना चाहिए तो हम कोशिश करते हैं कि इसलिए हमने अब पाइथन यूजर को हेल्लो यूजर को एक राइट भेज दिया है तो यह वही है जो हुआ है और आप देख सकते हैं कि यह यूजर के लिए दिखाई दिया है और यह भी यूजर 2 के लिए दिखाई दिया है तो यह एक रैबिट MQ की क्षमताओं का एक मिनी प्रदर्शन है जो अनिवार्य रूप से एडवांस्ड मेसेज़िंग क्यूइंग प्रोटोकॉल के आधार पर इम्प्लीमेंटेड किया जाता है इसलिए मैंने स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा है वह है पाहो क्लाइंट मॉस्क्वीटो सर्वर और मॉस्क्वीटो डॉट कोनफ मुख्य फ़ाइल है यह सब MQTT के संबंध में था सही और अब हमें आगे बढ़ना होगा और एक और IoT प्रोटोकॉल से संबंधित अनुभागों को शामिल करना होगा बहुत प्रसिद्ध IoT प्रोटोकॉल और बहुत मजबूत और इसे AMQP कहा जाता है जैसा कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान पहले ही उल्लेख किया है अब आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो आपके पास वास्तव में एमक्यूटीटी का उपयोग होगा क्योंकि फेसबुक में मैसेजिंग वास्तव में एमक्यूटीटी का उपयोग करता है और यदि आपके पास आधार कार्ड है मैसेजिंग प्रोटोकॉल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है और आधार कार्ड में AMQP मैसेजिंग पार्ट है इसका मतलब यह है कि ये या तो यदि आप या तो MQTT या AMQP लेते हैं तो ये सभी एप्लीकेशन लेयर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु एप्लीकेशन लेयर बाइनरी प्रोटोकॉल लागू करते हैं यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि ये डेटा उत्पन्न करने के लिए मशीन और डेटा पढ़ने के लिए मशीन हैं आप नहीं चाहते कि मनुष्य वास्तव में यहाँ कुछ भी देखें मशीन से मशीन के बीच चीजें होनी चाहिए कृपया याद रखें कि मैंने आपसे कहा था कि IoT दुनिया में यह थिंग टू थिंग कम्युनिकेशन के बारे में है थिंग टू थिंग कम्युनिकेशन और न कि ह्यूमन टू थिंग जो कि कहीं भी छोटा हिस्सा है या ह्यूमन टू ह्यूमन है जो बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है थिंग टू थिंग अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि जब तक कि यह एक बाइनरी प्रोटोकॉल नहीं है कॉम्पैक्ट प्रवेश करता है क्योंकि मनुष्यों द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है यह जितना संभव हो सकता है इसलिए इसके कम्पेक्टर और इस तरह से आपको बहुत अच्छे ऑटोमैटिक कम्प्रेशन मिलते हैं मैं कम्प्रेशन नहीं कहूँगी मैं कहूँगी कि यह कॉम्पेक्ट है इसकी कॉम्पैक्ट यह कॉम्पैक्टनेस इस तथ्य के कारण सीधे आती है कि यह एक बाइनरी प्रोटोकॉल है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं AMQP कैसे दिखता है और अन्य प्रसिद्ध पब सब के साथ तुलना करता है मुझे एक चित्र बनाना चाहिए अनिवार्य रूप से एक एएमक्यूपी एक्विवैलेन्ट ब्रोकर के पास वास्तव में 2 भागों में एक एक्सचेंज होगा तो यह इस तरह इएक्स लिखा जाता है और फिर वहाँ हैं जो क्यू के रूप में जाना जाता है आप कुछ इस तरह की कल्पना कर सकते हैं मैं आपको एक्सचेंजों के प्रकार के बारे में बताती हूं डायरेक्ट एक्सचेंज फैन आउट एक्सचेंज और इतने पर तो ये पब्लिशर्स हैं और ये मूल रूप से सब्सक्राइबर्स हैं तो यह अनिवार्य रूप से एएमक्यूपी में मैकेनिज्म बनाता है तो आप कह सकते हैं कि यह एक मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है मैसेज डिलीवरी गारण्टी देता है एट मोस्ट वन्स एट लीस्ट वन्स और इसी तरह एक्साक्ट्ली वन्स के साथ क्यूओएस स्तर जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं इस प्रोटोकॉल पर भी लागू होता है तो यह एक बात है मैसेज फॉर्मेट थोड़ा अजीब लगता है और शायद मुझे जल्दी से लिखना चाहिए कि यह कैसा दिखता है मूल रूप से किसी भी संदेश में एक हेडर और एक फूटर होगा तो हम हेडर और फूटर डालते हैं जिसे डिलीवरी एनोटेशन के रूप में जाना जाता है यह आमतौर पर डिलीवरी एनोटेशन हो सकता है और यह एक मैसेज एनोटेशन है फिर वहाँ भी हैं जो बेअर मैसेज के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं तो आपके पास बेअर मैसेज हो सकते हैं तो यह एक बेअर मैसेज के रूप में अच्छी तरह से है इसलिए अनिवार्य रूप से आप यहां इस तस्वीर को देख रहे हैं यह तथ्य है कि दोनों बेअर मैसेज और साथ ही एनोटेटएड मैसेज AMQP के मैसेज फॉर्मेट के भीतर संभव है इसलिए यह मैसेजिंग एक ट्रांसपोर्ट लेयर के शीर्ष पर है मैसेजिंग कैपेबिलिटीज सभी पॉसिबल मैसेज को संभालती हैं और कैपेबिलिटीज को इस लेयर और AMQP में संभाला जाता है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि इसमें 2 प्रकार के मैसेज हैं ये बेअर मैसेज मूल रूप से सेन्डर द्वारा सप्लाई किये गए हैं और एनोटेटएड मैसेज जो वास्तव में रिसीवर पर देखे जाते हैं यह रिसीवर में महत्वपूर्ण है रिसीवर पर देखा जाता है अब इस फॉर्मेट में वास्तव में हैडर डिलीवरी पैरामीटर कनवे करता है यह दिलचस्प है यह सभी डिलीवरी पैरामीटरस को बताता है इसका मतलब है डयूरेबिलिटी फिर प्रायोरिटी टाइम टू लिव फर्स्ट एकवायरर और आखिरकार डिलीवरी की काउंट यह सब हेडर भाग में है ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज लेयर के लिए रिक्वायर्ड एक्सटेंशन पॉइंट्स प्रदान करती है और इस लेयर में सभी कम्युनिकेशन्स मूल रूप से फ्रेम ओरिएंटेड हैं और एएमक्यूपी फ्रेम के लिए फिर से एक स्ट्रक्चर है जिसे मैं ड्रा नहीं करूंगी लेकिन वास्तव में एक स्ट्रक्चर है और यह स्ट्रक्चर स्टैण्डर्ड में अच्छी तरह से परिभाषित है इसलिए मुझे लगता है कि मूल रूप से अगर आप समझते हैं कि AMQP में डिलीवरी के अन्य तरीकों के अलावा पब्लिश सब्सक्रिप्शन का उपयोग करने की क्षमता है तो यह केवल ब्रोकर के पब्लिश और सब्सक्राइब के बारे में ही नहीं है बल्कि इस मायने में भी अधिक है कि यह दोनों है पॉइंट टू पॉइंट पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल रुटीन क्यूइंग इत्यादि तो यह यहाँ महत्वपूर्ण बात है इसलिए अक्सर हमसे यह सवाल पूछा जाता है कि MQTT और AMQP की तुलना क्या है यह वही है जो लोग पूछते रहते हैं और मुझे लगता है कि यह काफी स्वाभाविक है कि आप दोनों के बीच बड़े अंतर को अच्छी तरह से समझें दोनों ही IoT प्रोटोकॉल हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए मैंने पहले ही कहा है कि एमक्यूटीटी लौ ओवरहेड की तरह है डेटा प्राप्त करने के लिए डेटा भेजने के लिए दोनों को लागू करने के लिए बहुत सरल और इसी तरह AMQP http की तरह हैवी है और मैं शायद इसे भी कहूंगी यह शायद एचटीटीपी कॉम्प्लीमेंट का असिंक्रोनस वर्शन है आप कम या ज्यादा इस तरह कह सकते हैं इन दोनों के बारे में अच्छी बात यह है कि वे बहुत ही क्लाउड फ्रेंडली हैं आईओटी के बारे में हमारे शुरुआती परिचय को याद रखें हमने स्टोरेज के बारे में बात की थी और हमने एमक्यूटीटी या एएमक्यूपी चलाने के लिए क्लाउड सर्वर और क्लाउड सिस्टम के बारे में बात की थी क्लाउड सिस्टम पर उन्हें स्थापित करना काफी आसान है इसलिए वे बहुत ही क्लाउड फ्रेंडली हैं तो उदाहरण के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सरल हो जाता है अपने असिंक्रोनस प्रकृति के साथ मैसेज क्यूइंग मूल रूप से मैसेज क्यूइंग भाग और यह तथ्य है कि यह असिंक्रोनस है मैसेज क्यूइंग भाग कई अलग अलग एन्वाइरन्मेंट्स को ऑपरेट करने के लिए परफेक्ट है इसलिए बहुत सही आपको विभिन्न एन्वाइरन्मेंट्स environments के साथ बहुत सारे अंतर संचालन की अनुमति देता है तो यह वास्तव में बहुत अच्छा है इसलिए यदि आप लेते हैं सभी MQTT मैं MQTT और AMQP के बीच विभाजित कर दूंगी क्योंकि हम MQTT के बारे में सब कुछ समझाते रहते हैं इस टॉपिक के बारे में है और टॉपिक स्वयं एक सिंगल नेमस्पेस जैसा है यह एक सिंगल नेमस्पेस है और उदाहरण के लिए एक प्रमुख मैं कहूंगी शार्ट कमिंग यह है कि स्टोर और फॉरवर्ड MQTT के लिए नहीं जाना जाता है वे स्टोर और फॉरवर्ड की तरह कुछ भी नहीं हैं और वहां क्यूज़ की तरह कुछ नहीं है इसलिए क्योंकि क्यूज़ नहीं हैं स्टोर और फॉरवर्ड नहीं है इसलिए अगर यह नहीं है तो क्या बड़ी बात है मल्टी टेनेंट या टेनेंसी एक मुद्दा बन जाता है यदि आपके पास ये क्षमताएं नहीं हैं तो दूसरे शब्दों में सॉफ्टवेयर का एक सिंगल पीस होस्ट्स का एक सेट सर्व कर रहा है AMQP का सिंगल इंस्टैंस होस्ट्स का एक सेट सर्व कर सकता है और यही वह है जो इसे मल्टी टेनेंसी फीचर देगा जो कि MQTT में संभव नहीं है आपके पास एक ही ब्रोकर है जो सभी उस ब्रोकर से जुड़ते हैं इस प्रकार एएमक्यूपी काफी मल्टी टेनेंसी एप्रोच है और मल्टी होस्ट भी संभव है तो आप बस कल्पना कर सकते हैं कि जब हम मल्टी होस्टिंग के साथ काम करते हैं तो यह कितना स्केल होगा मल्टी होस्ट क्षमता भी है तो यह एएमक्यूपी में एक बड़ी बात है आगे की चीजें हैं यह वास्तव में कंपनी ड्रिवेन नहीं है जो एक एएमक्यूपी है जो अधिक कस्टमर ड्रिवेन पैराडाइम है जो प्रमुख चीज है और यदि आप किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कॉर्पोरेट को देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह सब एएमक्यूपी इंस्टालेशन के बारे में है लेकिन शायद ही आपको एमक्यूटीटी स्पेस में कुछ भी मिलेगा तो यह एक और महत्वपूर्ण बात है जो इस तथ्य से काफी स्पष्ट है कि स्टैण्डर्ड ओपन है और यह भी तथ्य है कि आधार कार्ड वास्तव में इसका उपयोग कर रहा था वास्तव में इसका उपयोग मैसेजिंग प्रोटोकॉल के रूप में कर रहा है तो यह महत्वपूर्ण है यदि आप MQTT पर वापस जाते हैं तो फिर से वापस जाएँ और देखें कि MQTT अपने अधिकतर छोटे उपकरणों के लिए क्या करता है इसका मतलब स्माल डिवाईसेज़ के लिए कन्सट्रैन्ट लिंक्स और लौ बैंडविड्थ लिंक्स पर स्माल डाटा भेजने से है लेकिन AMQP फुल मैसेजिंग सिनेरियो संभव है तो यह वास्तव में उस सेंस में एग्जॉस्ट हो गया है इसलिए MQTT मैं कहूंगी कि यह अधिक स्ट्रीम बेस्ड है मैं कहूंगी कि यह एक स्ट्रीमिंग मेथोडोलॉजी है या इसके बजाय यह स्ट्रीमिंग का उपयोग करता है इसलिए जब आप कहते हैं कि यह स्ट्रीम ओरिएंटेड है तो यह कन्स्ट्रैनड डिवाईसेज़ के साथ सहमत होने की तरह है जहां आपके पास कम मेमोरी है आपके पास कम मेमोरी है और यह कम मेमोरी डिवाइस इस स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के लिए काफी अनुकूल है जबकि AMQP इसका बफर है यह एक बफर ओरिएंटेड अप्रोच की तरह है जिसका मतलब है कि आपके पास हाई परफॉरमेंस सर्वर और MQTT हो सकते हैं आप वास्तव में एक संदेश को दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं जबकि AMQP यह कहता है कि मैं कन्स्ट्रैनड एनवायरनमेंट पर भी बड़े मेसेजस प्रसारित करने की अनुमति के रूप में मेसेजस ले सकता हूं तो एमक्यूटीटी कहता है कि एएमक्यूपी के अगेंस्ट कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है यह कहता है कि कोई समस्या नहीं है एमक्यूटीटी ब्रोकर बेस्ड एप्रोच के साथ परेशानी देखें आपके पास एक पब्लिशर है और आपके पास एक सब्सक्राइबर है आप थोड़ी देर के लिए ऑफ़लाइन हो सकते हैं लेकिन विस्तार से यह मानता है कि दोनों ऑनलाइन हैं यह मानता है कि दोनों वास्तव में ऑनलाइन हैं इसलिए MQTT में लंबे समय तक रहने वाले मेसेज मौजूद नहीं हैं जबकि फिर से AMQP पर वापस आ रहा है यह आदमी मैसेजिंग का कोई भी रूप है ठीक है आप क्लासिक मेसेज क्यूज़ राउंड रॉबिन स्टोर और फॉरवर्ड और कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर सकते हैं तो यह सब संभव है तो वास्तव में इसका मतलब यह है कि कुछ कस्टमर्स मेसेजस की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं जबकि अन्य सीधे उसी क्यू से लेते हैं जो संभव है और फिल्टर एमक्यूटीटी की तरह शक्तिशाली हैं इसलिए आप बहुत काम्प्लेक्स रूल्स अप्लाई कर सकते हैं जो फ़िल्टर की तरह बनते हैं और आप डेटा को एक्सट्रेक्ट कर सकते हैं आप उनसे डाटा पुल्ल कर सकते हैं तो यह बहुत दिलचस्प और बहुत ही रोमांचक प्रोटोकॉल बनाता है और एएमक्यूपी का एक और फायदा है कि यह मूल रूप से एक ट्रांज़ैक्शन को पसंद करता है जिसे वह ट्रांज़ैक्शन में शामिल करना पसंद करता है वह एएमक्यूपी में संभव है जबकि एमक्यूटीटी के साथ आपके पास ट्रांज़ैक्शन की यह संभावना नहीं है हम सुरक्षा और अन्य संबंधित विशेषताओं के बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे धन्यवाद तो आइए हम AMQP के कुछ और प्रदर्शन करते हैं और हम सभी संभावित एक्सचेंज के प्रकारों को समझते हैं जो कम से कम 2 अन्य महत्वपूर्ण एक्सचेंज के प्रकार हैं जो आपको एक ओवरआल आईडिया देंगे कि AMQP कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है मैं आपका ध्यान इस चित्र की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जिसे मैंने ड्रा किया है जहाँ हम वापस जाते हैं और आपको पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर का स्टैण्डर्ड पिक्चर दिखाते हैं इस चित्र में जो आप देखते हैं वह एक प्रोडयूसर है आप इसके बारे में अच्छी बात देख सकते हैं उस नाम को एक निर्माता और एक उपभोक्ता प्रोडयूसर और कंस्यूमर में बदल दिया गया है इसलिए वे उन्हें पब्लिश सब्सक्राइब के बजाय प्रोडयूसर और कंस्यूमर कहते हैं जिसे हम MQTT पैराडाइम में अच्छी तरह से जानते हैं अनिवार्य रूप से प्रोडयूसर हमेशा इसे वही देते हैं जो एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है और इसके साथ जुड़ा एक एक्सचेंज नेम है एक ऐसा क्यू है जिससे यह डेटा एक्सचेंज से जाता है और फिर एक बाईंडिंग है जिसे आप एक्सचेंज और क्यू के बीच स्पेसिफाई करते हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और फिर एक क्यू नेम भी है और फिर कंस्यूमर हैं जो अनिवार्य रूप से IoT डिवाइस हैं तो एक्सचेंजों के प्रकार क्या हैं जो विभिन्न प्रकार के एक्सचेंजों के नाम हैं जो संभव हैं एक्सचेंजों के प्रकार आपके पास एक डायरेक्ट एक्सचेंज हो सकता है आपके पास एक फैन आउट एक्सचेंज हो सकता है आपके पास टॉपिक एक्सचेंज हो सकता हैं और आपके पास हेडर एक्सचेंज हो सकता हैं हम एक एक करके चलते हैं हमने पिछले डेमो में डायरेक्ट एक्सचेंज पूरा किया है लेकिन जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वह डायरेक्ट एक्सचेंज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की अच्छी संभावना है आप कंस्यूमरस के लिए डेटा एक राउंड रॉबिन फैशन में दे सकते हैं डेटा राउंड रॉबिन फैशन में सर्व किया जा सकता है दूसरे शब्दों में एक प्रोडयूसर से उत्पन्न होने वाला पहला डेटा पैकेट कंस्यूमर 1 पर जा सकता है और प्रोडयूसर से दूसरा डेटा पैकेट कंस्यूमर नंबर 2 में जा सकता है तो यह कुछ ऐसा है जो आपको अनुमति देता है कि हम राउंड रॉबिन के उस प्रदर्शन को देख सकें अब एक्सचेंजों के नाम के संबंध में और इतने पर और आगे अच्छा फैन आउट जैसा कि मैंने आपको पिछली बार वर्णित किया था एक साधारण चीज की तरह है जो एक ब्रॉडकास्ट बेस्ड सिस्टम है जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि आप एक्सचेंज के रूप में क्या देते हैं वास्तव में आपको क्यू नेम स्पेसिफाई करने की भी आवश्यकता नहीं है यह केवल पर्याप्त है यदि आप एक्सचेंज का नाम स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि यह सभी कंस्यूमर्स मोमेंट के लिए जाता है वे उस विशेष एक्सचेंज से जुड़े होते हैं यह बस कनेक्ट होता है तो यह वन टू मैनी ब्रॉडकास्ट फैन आउट की तरह है अब टॉपिक एक्सचेंज के बारे में यह एक दिलचस्प बात है जिसे आपको नोट करना है कि बाईंडिंग की और रूटिंग की वास्तव में मेल खाना चाहिए अन्यथा यह कंस्यूमर्स को वितरित नहीं किया जाएगा हालाँकि वाइल्ड कार्ड के उपयोग की संभावनाएं हैं जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसे वाइल्डकार्ड में हैश और स्टार शामिल हैं जो कुछ ऐसा है जिसका आप वास्तव में फायदा उठा सकते हैं जब आप पूरे एएमक्यूपी आर्किटेक्चर को सेट करते हैं हेडर एक्सचेंज कुछ है मैं चाहती हूं कि जिसे आप अपने आप एक्स्प्लोर करें यह भी एक दिलचस्प बात है और हम हेडर एक्सचेंज करने में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे तो अब हम कोड के नजरिए से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में ये चीजें कैसे स्पेसिफाईड हैं इसलिए अनिवार्य रूप से आपको एक्सचेंज का नाम डायरेक्ट फैन आउट टॉपिक हेडर को ध्यान में रखना होगा आपके पास एक टाइप है आपके पास रूटिंग की है और बाइंडिंग है इसलिए यदि आप इस तालिका को भरते हैं तो आप कम या ज्यादा किए जाते हैं तो यह की है अब हम आपको पहली स्क्रिप्ट दिखा कर शुरू करते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं वास्तव में अभिराम और तेजस्विनी यहीं हैं वे डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर पी वाई default py प्रदर्शित करेंगे यह फ़ाइल का नाम है और वे आपको डायरेक्ट एक्सचेंज के संबंध में कुछ दिखाएंगे यह जानना अच्छा है कि इस पाइथन स्क्रिप्ट फ़ाइल के अंदर क्या जाता है मुझे आपको बताना होगा कि AMQP प्रोडयूसर कंस्यूमर स्कोर पिका है हमने पिका का उपयोग किया है मुझे लगता है कि आप इसे वेब से उठा सकते हैं और मैं सोचती हूं कि यह ओपन सोर्स है तो आप बस पिका ले सकते हैं तो पिका पर जाएं और आप स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं तो डायरेक्ट एक्सचेंज आइये मैं पुनः इसे प्रोडयूसर पर्सपेक्टिव से बताती हूँ आपको किसी भी एक्सचेंज का नाम स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि हम सिर्फ प्रदर्शन को देखेंगे और मैं शायद आपको उल्लेख करूंगी जैसे हम करते हैं जैसा कि हम प्रदर्शन के माध्यम से जाते हैं कि उन विशेष पाइथन स्क्रिप्ट में किन महत्वपूर्ण चीजों को देखना है तो चलिए हम आपको प्रोडयूसर की तरफ से कुछ स्क्रिप्ट दिखाते हैं तो आइए हम पहले स्क्रिप्ट लें जो प्रोडयूसर की तरफ है और इसलिए मैं इसे आगे बढ़ाती हूं तो यह प्रोडयूसर है जो आप बीच में देखते हैं वह रैबिट ब्रोकर है जो एक्सचेंज के लिए भी समर्थन करता है और एक अन्य होस्ट जो मूल रूप से एक कंस्यूमर है आपके पास कंस्यूमर के कई उदाहरण हो सकते हैं आइए हम अभी प्रोडयूसर साइड पर ध्यान केंद्रित करें इसलिए मैं तेजस्विनी को डिफ़ॉल्ट डॉट पी वाई टाइप करने के लिए कहूंगी जो अनिवार्य रूप से डायरेक्ट एक्सचेंज है आइए हम उस फ़ाइल को खोलें तो अब क्या होगा अब हम प्रोडयूसर साइड से सभी स्क्रिप्टस को देखना शुरू कर देंगे एक एक करके हम जाएंगे और मैं आपको स्क्रिप्ट की महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगी पिका का उपयोग करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है उन स्क्रिप्ट को खोलें और उनके अनुसार उन्हें संशोधित करें आपको काफी सरलता से AMQP सेट करने में सक्षम होना चाहिए दोनों प्रोडयूसर रैबिट एम क्यू ब्रोकर के रूप में जिसके पास एक्सचेंज और कंस्यूमर भी हैं याद रखें कि एएमक्यूपी मूल रूप से कस्टमर ड्रिवन है कंपनी ड्रिवन सिस्टम नहीं है तो यह एक बहुत अधिक शक्तिशाली बहुत अधिक स्केलेबल और रोबस्ट पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर है जो न केवल पब्लिश सब्सक्राइब के लिए सीमित है बल्कि उस रूटिंग के बारे में भी है जिसका मैंने आपसे उल्लेख किया था तो चलिए डिफ़ॉल्ट पर चलते हैं इसलिए हम पहले आपको डायरेक्ट एक्सचेंज दिखाएंगे तो चलिए हम डायरेक्ट एक्सचेंज खोलते हैं आप देख सकते हैं कि यहां डिफ़ॉल्ट डॉट पी वाई defaultp y है जिसे आपको देखना चाहिए कि आपके पास वास्तव में हमने किसी भी एक्सचेंज का नाम स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन एक क्यू नेम स्पेसिफाई किया गया है वास्तव में आप देख सकते हैं कि इसे क्यू टेस्ट कहा जाता है और वास्तव में यह जो कुछ भी पब्लिश किया जा रहा है उसे टेस्ट अंडरस्कोर क्यू के test queue लिए भी पब्लिश किया जा सकता है जिसे वहां भी दिखाया गया है लेकिन कोई बात नहीं अगर आपके पास कोई कंस्यूमर है जो क्यू टेस्ट से जुड़ता है क्यू टेस्ट से डेटा ले जाएगा लेकिन प्रोडयूसर का कहना है कि मैं इसे दोनों क्यू टेस्टस के साथ साथ टॉप पर भी देना चाहता हूं तो यह डिफ़ॉल्ट डॉट पी वाई defaultp y के बारे में है हमें इस स्क्रीन को साफ करने दें और हम डायरेक्ट एक्सचेंज के राउंड रॉबिन पार्ट को ट्राइ करते हैं अब हम राउंड रॉबिन के लिए जाते हैं ओपन करते हैं फिर से आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज का कोई नाम स्पेसिफाई नहीं है यहां क्यू नेम स्पेसिफाई है जो टास्क क्यू है और जो महत्वपूर्ण है वह है डिलीवरी मोड delievery mode जिसे दो पर सेट किया गया है इसका मतलब है कि वास्तव में यह राउंड रॉबिन है अब हम फिर से स्क्रीन को साफ करते हैं और हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप फैन आउट की बात पूरी करते हैं फैन आउट में एक्सचेंज के नाम के लिए देखें जिसे आप देख सकते हैं टाइप फैन आउट typefan out मेंशन किया गया है उस तालिका को याद करें जिसे मैंने स्लाइड में रखा है जहां मैं चाहती हूं कि आप भरें तो अनिवार्य रूप से टाइप फैन आउट इसका अर्थ है कि यह एक्सचेंज का नाम है और आपको केवल किसी रूटिंग की को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है क्यू नेम भी स्पेसिफाई किया गया है और यहां क्यू नेम टास्क की task keyहै तो यह क्यू का नाम है तो अब हम फिर से साफ करते हैं और अब यहाँ फिर से टॉपिक एक्सचेंज खोलें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सचेंज नाम की आवश्यकता है तो आप देख सकते हैं कि यहां एक्सचेंज का नाम topic logs है और यह वास्तव में एक प्रकार है जो टॉपिक एक्सचेंज है इसलिए यह भी स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है आपको रूटिंग की की आवश्यकता है इसलिए आप देख सकते हैं कि रूटिंग की को यहां रूटिंग की रूटिंग की routing key routing key के रूप में स्पेसिफाई किया गया है जिसका अर्थ है बाईंडिंग की जो एक आर्गुमेंट के रूप में आएगी जबकि हम टाइप करेंगे और इसे रूटिंग की को दिया जाएगा इसलिए बाईंडिंग की और रूटिंग की को मैच करना होगा अनिवार्य रूप से यह एक्सचेंज के टॉपिक टाइप में महत्वपूर्ण आवश्यकता है ठीक इसलिए अब ये यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है और यह स्क्रिप्ट की संख्या के प्रकार को पूरा करता है जिसे हम प्रोडयूसर साइड को देखते हैं अब हमें शिफ्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में कंस्यूमर साइड में क्या होता है ठीक यह वह स्क्रीन है जो कंस्यूमर साइड है हम डायरेक्ट एक्सचेंज को देखकर शुरुआत करेंगे जिसे स्क्रिप्ट नाम receive defaultpy दिया है अब हम उसे खोलते हैं अब अभिरामी यह दर्शाते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण है वह क्यू नेम है जिसे स्पेसिफाई किया जाना है और केवल आपको इसके लिए देखना होगा शेष यह एक स्टैण्डर्ड थिंग के रूप में है तो हम यह साफ करते हैं और अब हम उसी डायरेक्ट एक्सचेंज को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन इस बार राउंड रॉबिन अब आपको फिर से क्यू नेम को देखना चाहिए जो आप देख सकते है वहां channelqueue declarequeue task queue है यह वास्तव में क्यू नेम है बहुत अच्छा तो यह डायरेक्ट एक्सचेंज के बारे में है अब हम यह स्क्रीन साफ करते हैं और हम फैन आउट को ट्राई करते हैं फैन आउट में आपको क्या देखना चाहिए एक्सचेंज नाम और आपको टाइप के लिए भी देखना चाहिए जो फैन आउट के बराबर है एक्सचेंज का नाम लॉग है जैसा कि आप वहां देख सकते हैं और टाइप फैन आउट है अब अंत में मैं फिर से स्क्रीन साफ करूंगी और फिर हम टॉपिक एक्सचेंज खोलेंगे एक फ़ाइल खोलेंगे जिसे यहां टॉपिक एक्सचेंज कहा जाता है आपको जो देखना चाहिए वह एक्सचेंज नेम है जो topic logs है और आपको उस टाइप को देखना चाहिए जो वास्तव में एक्सचेंज टाइप है जिसे टॉपिक कहा जाता है जिसे आपको वास्तव में देखना चाहिए जिसका हमने वास्तव में प्रोडयूसर साइड में उल्लेख किया था जब तेजस्विनी प्रदर्शन दिखा रही थी अभिरामी हमें इस कंस्यूमर साइड में एक और महत्वपूर्ण पंक्ति की ओर इशारा करते हैं जो रूटिंग की बाइंडिंग की routing key binding key से मेल खाती है वास्तव में यह बात है जो आपको कंस्यूमर साइड में स्पेसिफाई करनी होगी जो बिल्कुल स्पष्ट है और वह बाइंडिंग की बन जाती है एक तर्क बन जाती है जब प्रोडयूसर वास्तव में डेटा को बाहर निकाल रहा है और वह यह है कि प्रोडयूसरस और कंस्यूमरस को एक्सचेंज के माध्यम से कैसे जोड़ा जाता है और एक्सचेंज और क्यू के बीच बाईंडिंग जो कि जुड़े हुए हैं अब हम जो करेंगे वह है इसलिए यह मुख्य रूप से है कि हम आपको स्क्रिप्ट के संदर्भ में क्या दिखा सकते हैं लेकिन एक वास्तविक प्रदर्शन का मतलब यह होगा कि आपको वास्तव में अपने आप से अभ्यास करना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में यह कैसे होता है क्योंकि इसे ब्रोकर के माध्यम से गुजरना पड़ता है